आप जानते हैं मैंने जिक्र किया था कि फ्रैक्चर यांत्रिकी के प्रति डिजाइनरों को जैसे ही उन्हें पता चला की वे क्रैक वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं और निश्चित अवधि के अंतराल पर उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं पेरिस लॉ के विकसित होने के बाद यह संभव हो पाया पेरिस लॉ के विकसित होने के बाद ही डिजाइनरों ने वास्तव में देखा लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी उपयोगी है और मैंने यह भी उल्लेख किया है कि पेरिस लॉ कुछ ऐसा है कि इस बात का सार कि क्रैक वृद्धि किस प्रकार बढ़ती है उसने केवल आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दिया है उसने पर्यावरणीय प्रभावों और बहुत सारे अन्य प्रभावों को भी शामिल नहीं किया जब पेरिस लॉ के मौलिक दृष्टिकोण को सूत्रबद्ध किया गया अन्यथा आपको वह नहीं मिला होता क्योंकि घटना बहुत बहुत जटिल है पिछली कक्षा में हमने क्या देखा क्रैक क्लोजर के संदर्भ में पेरिस लॉ का एक प्रकार मैंने बताया था जब आपके पास वेरिएबल एंप्लीट्यूड लोडिंग है घटक की जीवन गणना करते समय आपको क्रैक क्लोजर प्रभावों को भी शामिल करना होगा बाद में हमने ओवरलोड के प्रभाव को भी संक्षिप्त में देखा तो दोनों मामलों में मुख्य रूप से आपको क्या समझना होगा कि पुनरावृत्त लोडिंग के कारण क्रैक टिप के आगे एक रेसीडुएल स्ट्रेस बन जाता है यही इसका मूल आधार है रेसीडुएल स्ट्रेस इन ए साईकल और इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम फिर से एक बार देखेंगे और यही है जिसका यहां उल्लेख किया गया है एक साईकल में क्रैक के आगे रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है पहले हम देखते हैं जब लोड को शून्य से उच्चतम लोड तक बढ़ाया जाता है तो क्या होता है यह साईकल का प्रथम भाग है और यहां आपके पास क्रैक और क्रैक एक्सिस है संदर्भ स्लाइड समय 0218 और स्ट्रेस फील्ड को इस तरह से दिखाया गया है क्रैक एक्सिस के साथ साथ σ y का मान कैसे बदलता है यह एक मान σ ys तक पहुंचता है संदर्भ स्लाइड समय 0232 और प्लास्टिक जोन मॉडलिंग से हम सभी जानते हैं प्लास्टिक जोन का आकार क्या है और केवल अवधारणाओं को आगे समझने के लिए मैं यहां इलास्टिक रूप से डिफॉर्म्ड मेटेरियल दिखाता हूं तो जब मैं लोड को शून्य से उच्चतम लोड तक बढ़ाता हूं क्रैक के आसपास के क्षेत्र में आपके पास प्लास्टिक जोन विकसित होता है जो कि इलास्टिक मेटेरियल से घिरा हुआ है जब आप लोड हटाते हैं तब क्या होता है मेटेरियल का वह भाग जो इलास्टिक स्तिथि में है अपनी वास्तविक स्थिति में वापस लौट आएगा वह भाग भी जो कि प्लास्टिक लोडिंग स्तिथि के अंतर्गत है बहुत ही कम मात्रा में वापस लौट पायेगा लगभग इसके इलास्टिक स्ट्रेन घटक के बराबर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण इसमें प्लास्टिक स्ट्रेन घटक होगा और अंत में क्या होगा कि इस प्रक्रिया में इलास्टिक मेटेरियल जब यह वापस लौटेगा यह इस जोन में बहुत अधिक बल लागू करेगा यह कंप्रेसिव प्लास्टिक जोन में बदल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं जिस तरह से एनिमेशन बनाया गया है तो आप यहां क्या पाते हैं इलास्टिक जोन वापस लौट गया है और प्लास्टिक जोन कंप्रेस हो गया है और इस प्रक्रिया में इसे एक्सिस के ऋणात्मक भाग की ओर धकेल दिया गया है तो आपके पास क्या है कि धनात्मक σys के साथ शुरू करने के स्थान पर इस जोन में इसके पास रेसीडुएल कंप्रेसिव स्ट्रेस साथ में रेसीडुएल टेंशन है तो आपको क्या महसूस होगा कि जब वहां पर एक लोडिंग और अनलोडिंग है तो इसका परिणाम होगा रेसीडुएल कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंशन का बनना आप जानते हैं एक सामान्य घटक में जब आप लोड और अनलोड करते हैं आपके पास रेसीडुएल स्ट्रेस विकसित नहीं होते हैं क्रैक समस्या के मामले में आप क्या पाते हैं कि सिंगुलेरिटी के कारण स्ट्रेसेस बहुत अधिक है और पास के क्षेत्र में मेटेरियल प्लास्टिक जोन में चला गया है तो जब आप अनलोड करते हैं आपके पास रेसीडुएल स्ट्रेस का निर्माण होता है और यह बहुत ही मौलिक है यदि आप क्रैक क्लोजर को समझना चाहते हैं या ओवरलोड के कारण हुए मंदन के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि लोडिंग और अनलोडिंग के कारण वहां क्रैक टिप के आगे रेसीडुएल स्ट्रेस होगा और क्रैक टिप के बिल्कुल नजदीक यह कंप्रेसिव स्ट्रेस है और थोड़ी ही दूरी पर आपके पास रेसीडुएल टेंशन है और यह एक विशिष्ट आयाम के लिए दिखाया गया है तो यदि आप क्रैक क्लोजर पर जाते हैं क्या होता है जब मेरे पास इस तरीके की कई साइकिल होती है तो क्रैक बढ़ता है तो प्लास्टिक जोन भी आकार में बढ़ेगा और आपके पास एक प्लास्टिक वेक बना हुआ है और यह वेक बताता है कि इससे पहले यह जीरो लोड तक पहुंचे क्रैक क्यों बंद हो जाता है तो आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस इंटेंसिटी कारक अब घट गया है ΔK में परिवर्तन आपके पास सामान्य रूप से कैसी भी प्रक्रिया हो और जब आपके पास एक क्रैक क्लोजर है वे भिन्न है Δ K इफेक्टिव का मान Δ K से कम है और हमने देखा था आप इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं लोगों ने प्रयोग किए हैं और उन्होंने इसकी पहचान की है इसके बाद लोगों ने क्रैक क्लोजर के विभिन्न तरीकों का भी पता लगाया जैसे ही उन्होंने प्लास्टिसिटी प्रेरित क्रैक क्लोजर को समझा तो उन्होंने यह पता लगाया कि इसके अन्य तंत्र क्या हैं और हमने पिछली कक्षा में इसकी पूरी एक श्रंखला को देखा अब हम क्या करेंगे कि हम यह विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि एक ओवरलोड के मामले में क्या घटित होता है इन्फलुएंस ऑफ ओवरलोड ऑन क्रैक लेंथ और आप जानते हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में क्रैक वृद्धि पर ओवरलोड का प्रभाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और यह हम पिछली कक्षा में भी देख चुके हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी के संदर्भ में वह ओवरलोड उपयोगी है और हम दो विभिन्न प्रकारों को देख चुके हैं एक मामले में आपके पास विपरीत लोड है और दूसरे मामले में आपके पास ओवरलोड केवल धनात्मक दिशा में है और इस ग्राफ में क्या दिखाया था कि जब आपके पास ओवरलोड केवल एक दिशा में है मंदन का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है जबकि यदि मेरे पास विपरीत लोड है मंदन उपस्थित है लेकिन वास्तविक क्रैक वृद्धि की तुलना में यह उतना प्रभावी नहीं है वास्तव में डिजाइनरों ने इसे एक अलग संदर्भ से समझा है उन्होंने क्या देखा है कि जब वे प्रेशर वेसल की पीरियोडिक प्रूफ टेस्टिंग करते हैं इसने इसकी जीवन में मदद की है जो कि पीरियोडिक अंतराल पर ओवरलोड लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं है जो प्रूफ टेस्टिंग में इसके 125 तक गए हैं यह क्षेत्र अवलोकन है अपने क्षेत्र में जो कुछ भी देखा है आप एक औचित्य सिद्ध करने में सक्षम हैं जब आप समझते हैं ओवरलोड के कारण क्रैक के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है और रेसिड्यूल स्ट्रेस के निर्माण को देखकर हम समझेंगे कैसे ओवरलोड सामान्य रूप से क्रैक वृद्धि को धीरे करता है व्हीलर मॉडल और यह व्हीलर द्वारा किया गया है और उन्होंने एक मॉडल दिया है तो आपको क्या देखना होगा कि एक ओवरलोड के दृष्टिकोण से प्लास्टिक जोन का आकार बहुत बड़ा है मैं एनिमेशन को फिर से चलाता हूं यहां आपके पास क्रमबद्ध चरण हैं और आपके पास यहां क्या है यह मेरे पास एक साइक्लिक लोड है और आपके पास सामान्य आयाम के बीच थोड़े से अधिक परिमाण का एक आयाम है जिसे एक ओवरलोड के रूप में मानते हैं तो हम देखेंगे कि ओवरलोड की शुरुआत में रेसीड्यूल स्ट्रेस का पैटर्न कैसा है ओवरलोड के बाद रेसीड्यूल स्ट्रेस का पैटर्न कैसा है एक साइकिल के बाद क्या होता है यही वह है जिसे हम देखने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक साफ स्केच बनाएं मैं इसे आप के फायदे के लिए बढ़ाऊंगा भी तो मेरे पास यहां क्या है मेरे पास दो फोटो एक दूसरे के ऊपर है मेरे पास प्रारंभिक क्रैक लंबाई a है मेरे पास एक छोटे आकार का प्लास्टिक जोन है फिर मेरे पास एक ओवरलोड है तो ओवरलोड की वजह से क्या घटित होता है क्रैक एक लंबाई स्मॉल Δ a प्लसआपके पास क्रैक टिप पर एक बड़े आकार का प्लास्टिक जोन से बढ़ता है और रेसीड्यूल स्ट्रेस पैटर्न अब अलग है मेरे पास एक रेसीड्यूल कंप्रेशन इस प्रकार है और मेरे पास पहले वाले मामले में रेसीड्यूल कंप्रेसिव स्ट्रेस इस प्रकार है अब आपको क्या अनुभव होगा कि क्रैक को ओवरलोड द्वारा प्रारंभ हुए प्लास्टिक जोन से ही बाहर आना होगा इस चरण के दौरान क्रैक वृद्धि की दर कम होती है यही इसके पीछे की भौतिकी है तो इसको जानने के लिए आपको पहचानना होगा कि जब भी आपके पास एक लोडिंग और अनलोडिंग है रेसीडुएल स्ट्रेस बनते हैं मेरे पास एक छोटा लोड है जिसके बाद एक बड़ा लोड है तो इस छोटे लोड के लिए आपके पास छोटे आकार का प्लास्टिक जोन है बड़े लोड के लिए आपके पास बड़े आकार का प्लास्टिक जोन है इसलिए एक ओवरलोड के बाद आपके पास केवल एक छोटा लोड है जोकि वास्तविक लोडिंग स्थिति में आ रहा है तो छोटा लोड केवल छोटे आकार के प्लास्टिक जोन को प्रस्तुत करेगा लेकिन यह प्लास्टिक जोन ओवरलोड प्लास्टिक जोन के अंदर ही रहेगा तो जब तक क्रैक ओवरलोड प्लास्टिक जोन के अंदर रहेगा क्रैक बढ़ने की दर भी धीमी रहेगी और आपको किसी प्रकार के संख्यात्मक आकलन की भी आवश्यकता है यहां फिर से हम पेरिस लॉ पर जाएंगे और उसे संशोधित करेंगे पेरिस लॉ की सुंदरता यह है उसके पास आधार है दूसरे आए और इसे उपयुक्त तरीके से संशोधित किया क्रैक क्लोजर को शामिल करने के लिए उन्होंने बस कहा कि Δ K के बजाए इफेक्टिव ΔK का प्रयोग करें धीमी क्रैक वृद्धि के मामले में हमारे पास एक अलग प्रकार का मॉडल होगा और इन मामलों में से प्रत्येक के लिए हमारे पास तस्वीर भी होंगी हम उन्हें भी देखेंगे तो यह दूसरी तस्वीर आपके पास है ओवरलोड प्लास्टिक जोन के कारण बाद में होने वाली क्रैक वृद्धि धीमी है और इसके लिए आपके पास एक तस्वीर है मैं आपके लिए इसे बड़ा करके भी दिखाऊंगा तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं छोटे लोड के बाद तो मेरे पास यह क्रैक बढ़ गया है आपके पास छोटा प्लास्टिक जोन है लेकिन यह प्लास्टिक जोन ओवरलोड प्लास्टिक जोन के अंदर रहता है तो क्रैक वृद्धि की दर इतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि यह पहले थी यह अब धीमी है आप जानते हैं इस तस्वीर में मैंने ओवरलोड में केवल एक छोटी सी वृद्धि को दिखाया है मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा ओवरलोड है तब मुझे एक बहुत बड़ा प्लास्टिक जोन मिलेगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि ओवरलोड के कारण क्रैक को बड़े प्लास्टिक जोन के माध्यम से आना होगा और वहां कुछ निश्चित गणनायें हैं लोग करते हैं आपके लिए मंदन की गणना करने के लिए हम इस पर एक नजर डालेंगे और इसी प्रकार उन्होंने पेरिस लाॅ को संशोधित किया और हम एक नजर इसे भी देखेंगे मैं आपके लिए इसे बड़ा करता हूं हम एक बार इसे देखते हैं आपके पास d a बटा d N दिया जाता है φ ऑफ Rके रूप में गुणा C Δ K पावर m सामान्य पेरिस लाॅ में φ R नहीं होगा और φ R Δ a प्लस r p के रूप में परिभाषित है o इसे रखा गया है आप इसे rpc के रूप में लें यह एक टंकण त्रुटि है rpo द्वारा विभाजित आप कृपया इसे बदल ले यह पूरे पर पावर γ है तो आपके पास क्या है आपके पास हर के रूप में एक ओवरलोड प्लास्टिक जोन लंबाई है और Δ a प्लस जो भी आपको साइकिल के लिए प्राप्त होता है वह rpcहै आप इसे rpc के रूप में रखिए इसे rpo मत लिखिए यहां यह एक टंकण त्रुटि है तो आपके पास गुणांक 1 से कम होगा जो यह दर्शाता है कि वृद्धि की दर धीमी है और हम यह भी देखेंगे कि इन राशियों का ज्यामितीय निरूपण क्या है 1520 और यही यहां दर्शाया गया है आपके पास क्रैक एक्सिस के साथ जो कुछ भी ओवरलोड प्लास्टिक जोन की लंबाई है वह प्रतीक rp ओवरलोड द्वारा दर्शाई गई है जो कि o है जब आपके पास एक सामान्य साइक्लिक लोड होता है प्लास्टिक जोन छोटा होता है मैं सोचता हूं मैं इसे बड़ा करने की कोशिश करूं मैं उम्मीद करता हूं यह स्क्रीन के अंदर आ जाए तो यह आपके पास यहां है तो मेरे पास इन शब्दावलीयों की परिभाषा है लोड की एक साइकिल के कारण मेरे पास एक छोटी क्रैक लंबाई का विस्तार है इसे Δa द्वारा दिया जाता है ध्यान रहे यह सभी तस्वीरें बहुत अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत की गई हैं जब आप वास्तविक नमूने को देखते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा छोटी हैं स्पष्टता के लिए उन्हें बड़ा कर दिया जाता है और आपको उसी तरीके से इसे मानना होगा तो आपके पास यहां क्या है ओवरलोड के अंत में आपके पास प्लास्टिक जोन के आकार का क्या प्रकार है ओवरलोड के बाद केवल क्रैक और उसका प्लास्टिक जोन दिखाया गया है पिछले ग्राफ ने इस पर इस चित्र का सुपरपोजिशन दिखाया था अब ये चित्र बनाए जाते हैं एक के बाद दूसरे मापदंडों को दिखाने के लिए आपके पास Δ a प्लस rpc होगा और यदि आप देखें Δa प्लस rpc का योग rpo से कम होगा और यह ओवरलोड का क्या स्तर होगा पर निर्भर करता है यदि ओवरलोड बहुत ज्यादा होगा तो आपके पास rpo का मान भी बड़ा होगा और एक उसी अनुरूप मंदन भी अधिक होगा तो यह है जिस प्रकार पेरिस लाॅ बनाया गया है और संशोधित किया गया है आपके पास व्हीलर मॉडल है जो कि ओवरलोड के प्रभाव को सम्मिलित करता है इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है इस व्यंजक में आप कृपया सुधार कीजिए यह Δ a प्लस rpc बटा rpo है जहां rpo ओवरलोड के लिए प्लास्टिक जोन की लंबाई है और r p c सामान्य साइकिल के लिए है और यह दर्शाता है जब दोनों एक के ऊपर दूसरा सुपरइंपोज होते हैं प्लास्टिक जोन अब भी ओवरलोड प्लास्टिक जोन के भीतर ही रहता है इसके कारण क्रैक धीरे बढ़ता है और आपके पास एक श्रेणी भी है गामा का क्या मान होगा जो कि 0 से 2 के बीच में रहता है और गामा परिवर्तन योग्य कैलिब्रेशन कारक है तो यहां फिर से आप को समझना चाहिए यहाँ पेरिस लॉ तो आधार है जिसको कि धीमी क्रैक वृद्धि को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है जो कि वृद्धिशील क्रैक की लंबाई और संबंधित प्लास्टिक जोन के आकारों के योग के बराबर आता है इश्यूज इन फटीग क्रैक ग्रोथ कैलक्युलेशन्स और आप जानते हैं अब हम देखेंगे कि फटीग क्रैक वृद्धि गणनाओं में क्या समस्याएं हैं एक सामान्य संरचना इसके जीवन काल में वेरिएबल एंप्लीट्यूड लोडिंग का अनुभव करता है आप जानते हैं इसे आप को ध्यान में रखना है इसे छोड़ा नहीं जा सकता केवल पाठ्यपुस्तक के दृष्टिकोण से आपके पास एक सुंदर साइनयूसोडियल लोडिंग होगा जब आप रोटेटिंग बैंडिंग टेस्ट करते हैं आप केवल एक साइनयूसोडियल लोडिंग को सिमुलेट करेंगे जो कि केवल एंड्यूरेंस लिमिट के आकलन के लिए होती है सभी प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स में वे वेरिएबल एंप्लीट्यूड लोडिंग का अनुभव करते हैं जो कि अपरिहार्य है और सबसे चुनौतीपूर्ण भाग में से एक है कि लोड स्पेक्ट्रम को कैसे स्थापित किया जाए जहाजों के मामले में आप पाते हैं कि लहरें उस पर जूझ रही हैं और जिस भी प्रकार का लहर का लोड है वह बहुत अधिक अनियमित है यह वातावरणीय परिस्थितियों और जहाज की गति जिससे वह चल रहा है इत्यादि पर निर्भर करता है तो इस तरह वहाँ और भी बहुत सारे कारक हैं तो लोड स्पेक्ट्रम का पता लगाना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है यह तुच्छ नहीं है और आपको दिमाग में क्या रखना होगा कि क्रैक वृद्धि के आकलन की प्रक्रियाएं स्थिर एंप्लीट्यूड में छोटे पैमाने की यील्डिंग स्थितियों के अंदर काफी हद तक सही स्थापित की गई हैं मैं और अन्य प्रभावों को नहीं लेना चाहता हूं बस केवल क्रैक वृद्धि दर का पता लगाएं और मेरे पास एक स्थिर एंप्लीट्यूड है कम से कम जब आप अपने सिद्धांतों को परखना चाहते हैं आप प्रयोगशाला में निश्चित परीक्षणों को सिमुलेट करना चाहते हैं मेरे पास मेरा पूर्वानुमान सिद्धांत होना चाहिए कब फेलियर होगा उस प्रकार के परीक्षणों में वहां कोई समस्या नहीं है यहां तक की स्थिर एंप्लीट्यूड लोडिंग में हमने देखा है कि क्रैक क्लोजर हो सकता है वहां ओवरलोड का प्रभाव हो सकता है यदि आप यह शामिल करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम घटनाओं को संशोधित करेंगे यह आसान नहीं है और यही यहां संक्षेपित किया गया है इवेलुएटिंग द ज्योमेट्री फैक्टर एज द क्रैक ग्रोज देखिए हम स्ट्रेस तीव्रता कारक को K बराबर बीटा गुणा सिगमा रूट πa के रूप में देख चुके हैं और मैंने कहा था बीटा एक मापदंड है जो कि नमूने की ज्यामिति पर निर्भर करता है और जब आपके पास एक क्रैक है और क्रैक बढ़ना शुरू होता है a बटा w का अनुपात बदलता रहता है जब a बटा w का अनुपात बदलता रहता है आपको स्ट्रेस तीव्रता कारक को बहुत सारे पदों को श्रंखला में रखकर पता लगाना ही होगा इसलिए हाथ से की गई गणना को नकार दिया जाता है किसी भी वास्तविक क्रैक वृद्धि अध्ययन में यदि आप वास्तविकता के निकट जाना चाहते हैं आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर निर्भर होना होगा आप हाथ से गणना नहीं कर सकते हाथ से गणना केवल आपको यह समझने के लिए उपयोगी है कि क्या समीकरण काम में लिए गए हैं उसके आगे वे आपकी मदद नहीं करने वाली हैं तो उनमें से पहला पहलू यह है कि जैसे जैसे क्रैक बढ़ता है आपको कारक बीटा का पता लगाना होगा इसीलिए ज्यामिति कारक के रूप में उल्लेख किया गया है बाद में आपको क्रैक क्लोजर को मॉडल करना होगा यह एक बहुत कठिन काम है और ओवरलोड का प्रभाव भी है और पिछली कक्षा में या उससे पहले वाली कक्षा में हमने पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव देखा था जब आपके पास गैसीय वातावरण या तरल लिक्विड वातावरण होता है तो क्रैक वृद्धि दर भी भिन्न होती है तो इसे मॉडल कैसे करें यहां तक कि जब आपके पास स्थिर एंप्लीट्यूड लोडिंग है यह मुद्दे लागू करने के लिए बहुत ही कठिन है इसलिए वे स्थिर एंप्लीट्यूड लोडिंग के मामले में भी एक चुनौती देते हैं तो आपको परिष्कृत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना होगा और लिटरेचर में कुछ सॉफ्टवेयर हैं हम उन पर भी एक संक्षिप्त नजर डालेंगे जैसा कि मैंने उल्लेख किया था वेरिएबल एंप्लीट्यूड लोडिंग बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रही है और आप यहां क्या देखते हैं वेरिएबल एंप्लीट्यूड लोडिंग के अंतर्गत समान प्रकार की स्थितियां मान्य नहीं हो सकती हैं और आप जानते हैं जब भी हम मुश्किल का सामना करते हैं हम सबसे पहले एक सरलीकृत मॉडल के साथ आते हैं एक सरलीकृत मॉडल को यदि समान प्रकार की परिस्थितियां मान ली जाएं तो इस रूप में लिखा जा सकता है da बटे dN लिखने के बजाय हम लिखते हैं da बार बटे dN जहां a बार औसत क्रैक वृद्धि दर है और मेरे पास विभिन्न साइकिल्स है मेरे पास साइकिल का एक फंक्शन ΔKs भी है तो आपके पास क्या है आपके पास विभिन्न एंप्लीट्यूडस हैं और प्रत्येक एंप्लीट्यूड के लिए आप इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं आपके पास यह Δ Ki पावर m गुणा Ni के रूप में है और मेरे पास कुल साइकिल्स की संख्या के रूप में कुल N है इस व्यंजक से आप औसत क्रैक वृद्धि दर का पता लगाने में समर्थ होंगे यह एक अनुमान है हमें यह परखना होगा कि दी गई समस्या के संदर्भ में यह अनुमान कितना अच्छे से वैध है और जाहिर है हाल ही हुए विकासों के लिए सुनने वाले या पढ़ने वाले से अनुरोध है उन्नत पुस्तकें और जर्नल में वर्तमान प्रकाशित लिटरेचर से परामर्श करें कोई और रास्ता नहीं है फ्रैक्चर मेकैनिक्स की उपयोगिता केवल तभी देखी जाती है जब आप क्रैक वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं लेकिन यदि आप वास्तव में एक विश्लेषण करना चाहते हैं तो साधारण हाथ की गणनाएँ मददगार नहीं होंगी स्थिर एंप्लीट्यूड लोडिंग के लिए यह आपको समीकरणों को समझने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन दे सकता है लेकिन किसी भी वास्तविक गणना के लिए आपको परिष्कृत सॉफ्टवेयर पर निर्भर होना होगा हम उन पर भी एक नजर डालेंगे NASGRO एंड AFGROW तो आपके पास क्या है आपके पास नासा द्वारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे NASGRO 30 के रूप में जाना जाता है यह वर्ष 2000 में जारी किया गया था इसे नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों द्वारा टैक्सास में विकसित किया गया था आपके पास ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर है और इसमें क्या शामिल है सॉफ्टवेयर में तीन मुख्य मॉड्यूल शामिल हैं NASFLA NASBEM और NASMAT और इनमें से प्रत्येक पूरे सॉफ्टवेयर पैकेज के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करता है और आपके पास NASFLA फटीग विश्लेषण का कार्य करता है देखिए फटीग एक बहुत बहुत अंतर्निहित विषय है आप जानते हैं वहां फटीग पर लिखी गई पुस्तकें और हैंडबुक्स हैं और साइकिल्स की संख्या की गिनती कैसे की जाए यह सभी बहुत ही तीक्ष्ण मुद्दे हैं आपको उस प्रकार के साहित्य से संदर्भ लेना होगा और NASFLA इन सभी प्रकार के वैरियेबल्स को निहित करता है बहुत ही जटिल मॉडल सूचित किए गए हैं और यह सभी इसमें अंतर्निहित हैं और NASBEM स्ट्रेस विश्लेषण की गणना का कार्य करता है और जाहिर है आपको एक बहुत बड़े मेटेरियल आधार की आवश्यकता है और वह NASMAT द्वारा उपलब्ध कराया जाता है आप जानते हैं मैं पहले ही उल्लेख कर चुका था कि पेरिस लाॅ एक अनुभवजन्य संबंध है यह सिद्धांतों के परे विकसित नहीं है आपके पास आंकड़े है आप एक कर्व फिटिंग का प्रयोग कीजिए तो नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले मेटेरियलों के परिवार के लिए आपको थका देने वाले क्रैक वृद्धि आंकड़े को विकसित करने की आवश्यकता है उससे आप स्थिरांकों का पता लगाइए मैं यह भी उल्लेख कर चुका हूं जब आपके पास C Δ K पावर m है हम इसे पेरिस लाॅ में इस्तेमाल करते हैं हम एक समान प्रारूप फोरमैन लाॅ में भी प्रयोग करते हैं मैंने सावधानी बरती थी समान C का मान प्रयुक्त नहीं होना चाहिए आपको मेटेरियल डेटाबेस में जाना चाहिए और तब उस मेटेरियल के लिए यदि फॉरमैन लाॅ प्रयोग हुआ है तो वहां से आपको C और m को इस्तेमाल करना है तो इनमें से किसी भी फटिग वृद्धि गणना की एक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास क्या व्यापक मेटेरियल डेटाबेस है तो मेटेरियल डेटाबेस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार निर्दिष्ट करता है कि मेटेरियलों के कौन से प्रकार के लिए आप क्रैक वृद्धि की गणना करने में सक्षम होंगे और यदि आप देखें फटीग क्रैक वृद्धि मॉडल क्या है जो उन्होंने प्रोग्राम में प्रयोग किया है वह फोरमैन समीकरण का ही एक प्रकार है देखिए हमने पैरिस लॉ को देखा था और पेरिस लॉ का एक संशोधन क्षेत्र 3 के लिए फॉरमैन द्वारा दिया गया है और NASGRO वास्तव में इसकी एक विशेषता का प्रयोग करता है इसका एक संशोधन मैं समीकरणों के अंदर नहीं पड़ रहा हूं क्रैक वृद्धि दर मॉडल के पास विभिन्न प्रकार के मेटेरियलों को मॉडल करने के लिए काफी लचीलापन है तो यह है जिस प्रकार उन्होंने इसे चुना प्रोग्राम में क्रैक मामलों की बड़ी संख्या के लिए SIF संबंध शामिल है बजाय इसके कि आप हैंडबुक प्रयोग करें और समीकरण में रखें आपके पास एक डेटाबेस है आपको बस इसे उठाना है क्योंकि इसे नासा द्वारा अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है इसलिए एक प्रयोक्ता को उन सभी बारीकियों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कैसे सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है कम से कम आपको सॉफ्टवेयर की सीमाओं के बारे में जानना चाहिए केवल तभी आप इसे बेहतर तरीके से प्रयोग करने में सक्षम होंगे तो क्रैक वृद्धि दर मॉडल में मेटेरियलों की एक विस्तृत विविधता के लिए काफी लचीलापन है और प्रोग्राम में क्रैक मामलों की एक बहुत बड़ी संख्या के लिए SIF संबंध भी शामिल हैं यह आपके श्रम को भी आसान करता है और इसके पास अनुभवजन्य कर्व फिटिंग स्थिरांको का एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी है देखिए जब आप फोरमैन समीकरण पर जाते हैं जब आप इसे संशोधित करते हैं तो स्थिरांकों की संख्या भिन्न हो सकती है इसलिए आपको उन अनुभवजन्य कर्व फिटिंग स्थिरांकों के लोडिंग समुच्चय की आवश्यकता है जिसके बिना आप एक सार्थक क्रैक वृद्धि प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं होंगे और यह किया जा चुका है और यदि आप देखें NASFLA मॉड्यूल के घटक क्या हैं यह निम्नलिखित गणना के विकल्प प्रदान कर सकता है यह सीधे जीवन पूर्वानुमान कर सकता है प्रोग्राम नाजुक त्रुटि आकार की गणना करता है एक दिए गए प्रारंभिक क्रैक आकार के लिए फेलियर में साइकिल्स की संख्या को निर्धारित करता है यह सीधी गणना है यह किसी भी फ्रैक्चर यांत्रिकी गणना में बुनियादी है इसके साथ ही यह अनुमोदन योग्य लोड विश्लेषण भी प्रदान करता है प्रोग्राम क्या करता है कि यह एक निर्धारित फटीग जीवन प्राप्त करने के लिए एक दिए गए प्रारंभिक एवं अंतिम क्रेक आकार के लिए अधिकतम मान्य लोड कारक की गणना करता है तो यह वास्तव में डिजाइन में मदद करता है देखिए आप नहीं चाहते कि कोई घटक अनंत समय के लिए रहे आपको एक निश्चित जीवन काल के लिए निर्धारित करना चाहिए तो आपके पास एक क्रिटिकल क्रैक आकार अनुमानित है प्रारंभिक क्रैक आकार अनुमानित है यह बताता है आप कितनी लोडिंग कर सकते हैं इसलिए यह आप के डिजाइन परिदृश्य में मदद करता है तो यह सीधे जीवन का पूर्वानुमान कर सकता है और यह स्वीकार्य लोड विश्लेषण भी कर सकता है और तीसरा पहलू क्या है जिसकी हमें आवश्यकता है हमें आवश्यकता है जानने की कि कैसे निरीक्षण करना है और क्या निश्चित अवधि के अंतराल हैं जिन पर आपको जाना और निरीक्षण करना है यह भी NASFLA में संभव है और यह इसे एक अलग तरीके से करता है आपके पास सीमा संगणना निरीक्षण के लिए मॉड्यूल है और इसमें आप क्या करते हैं कि प्रोग्राम त्रुटि आकार की पुनरावृत्तीय गणना करता है उसका परिणाम एक दिए गए क्रिटिकल क्रैक आकार लागू लोड और पूर्व चयनित फटीग जीवन के लिए फेलियर में होगा तो आप पीछे की दिशा में काम कर रहे हैं आप फेलियर को निर्दिष्ट करते हैं आप लोड को भी निर्दिष्ट करते हैं आप साइकिल को भी निर्दिष्ट करते हैं आप पीछे जाते हैं और गणना करते हैं क्या वास्तविक त्रुटि आकार इस रूप में प्रेषित होगा तो इस प्रकार आप निरीक्षण की सीमाएं निर्धारित करने में सक्षम होंगे तो यह काफी व्यापक है आप सीधे जीवन अनुमान करने में सक्षम हैं उसके बाद आप स्वीकार्य लोड कारक का पता लगा सकते हैं अंत में आप निरीक्षण सीमा गणनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और आप जानते हैं जब आप यह सभी गणनायें करते हैं आप संभवत नहीं जानते की प्रारंभिक त्रुटि आकार क्या है सामान्य अभ्यास NDT कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है जिसे आप प्रयोग करते हैं आपके पास एक न्यूनतम त्रुटि आकार है लेकिन यह डेटाबेस क्या प्रदान करता है यह स्पेस फ्लाइट हार्डवेयर के लिए स्वीकार्य एक न्यूनतम त्रुटि आकारों का मानक देता है क्योंकि यह नासा द्वारा विकसित किया गया है वे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रति सम्बद्ध है इसलिए उनके पास त्रुटियों का आकार न्यूनतम है और अनुशंसित त्रुटि आकार निरीक्षण विधि पर आधारित है इसीलिए आप जो कोई भी NDT प्रणाली का चयन करते हैं उसमें कुछ निश्चित अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं आप क्रैक के एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं जा सकते जिसका आप निरीक्षण कर सकते हैं तो यह अनुशंसा है कि आप क्या NDT पद्धति प्रयोग करने जा रहे हैं को शामिल करें तो यह काफी सारे कारकों का एक संयोजन है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप नहीं जानते कि प्रारंभिक त्रुटि आकार क्या है प्रोग्राम में एक डेटाबेस है जो न्यूनतम त्रुटि आकारों को प्रदान करता है आप जानते हैं आपके पास केवल NASGRO नहीं है आपके पास AFGROW संस्करण 40 है और प्रयोक्ता नियमावली हार्टर द्वारा 1999 में दिया गया था यह अमरीकी वायु सेना द्वारा विकसित किया गया था और क्या कहा गया है कि यह प्रोग्राम अधिक प्रयोक्ता अनुकूलित है परंतु NASGRO की तुलना में कम व्यापक है देखिए जाहिर है इस क्षेत्र में लोग प्रयोक्ता अनुकूलित प्रोग्राम को लेना चाहेंगे और यह वायुसेना कर्मियों द्वारा विकसित किया गया है इसलिए यह एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए विशेष रूप से निर्मित है तो वह है अंतरिक्ष उद्योग के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित है तो यह अंतर आप देखेंगे यह NASGRO का NASMAT डेटाबेस प्रयोग करता है परंतु फटीग मॉडलिंग के लिए भिन्न विकल्प पेश करता है तो इसके पास यह एक अतिरिक्त विशेषता है AFGROW में कुछ क्रैक मामले हैं जिन्हें एयरक्राफ्टों में देखे जाने की अधिक संभावना है जो NASGRO में नहीं पाए जाते हैं यह स्पष्ट रूप से जाहिर है यह फिर से प्रयोक्ता आधारित है तो एयरक्राफ्ट उद्योग के लोग इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे किस प्रकार के क्रैक संभावित हैं एयरक्राफ्ट्स के मामले में आप किस तरह की लोडिंग का अनुमान लगाएंगे इसलिए ये AFGROW के भाग के रूप में सम्मिलित हैं AFGROW का अन्य फायदा यह है की है स्प्रेडशीट्स के अनुकूल है इसलिए डिजाइन गणनाओं में समाहित करने के लिए आसान है आप जानते हैं मेरे पास कुछ छात्र उद्योग से हैं वे नहीं जाते हैं और एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं यदि उनसे एक डिजाइन परिदृश्य के लिए कहा जाता है वे जल्दी से जाते हैं और स्प्रेडशीट्स लेते हैं स्प्रेडशीट के साथ काफी सहज हैं वे सॉफ्टवेयर के पास नहीं जाते हैं और वे सारी गणनाएँ स्प्रेडशीट के रूप में कर सकते हैं इसलिए इसे दिमाग में रखते हुए AFGROW को स्प्रेडशीटस के अनुकूल बनाया गया है इसलिए एक डिजाइन ऑफिस में यह एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है और सारांश में हम क्या देखेंगे आइए हम देखते हैं क्या क्या अनुभवजन्य फटीग वृद्धि मॉडल उनको हमने अब तक देखा है हमने पैरिस लाॅ को देखा है जो सबसे आसान है आपके पास है एक da बटा dN बराबर cΔK पावर m फिर हमने देखा डोनाह्यू एट ऑलet al नियम जो कि थ्रेशोल्ड K के लिए शामिल है वह क्षेत्र I और II है यह दिया जाता है d a बटा dN बराबर C गुणा ΔK माइनस ΔK थ्रेशोल्ड पूरे पर पावर m उसके बाद आपके पास फोरमैन लॉ है हमने देखा कि एक फोरमैन लॉ का प्रकार क्रैक वृद्धि गणना के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर में प्रयोग होता है यह बेहतर तरीके से क्षेत्र II और क्षेत्र III को शामिल करता है और आपके पास है da बटा dN बराबर C Δ K पावर n बटा एक माइनस r गुणा K C माइनस Δ K उसके बाद आपके पास है d a बटा dN बराबर C गुणा 1 प्लस बीटा पावर m गुणा Δ K माइनस Δ K थ्रेशोल्ड पूरे पर पावर n बटा K C माइनस 1 प्लस बीटा गुणा Δ K यह क्षेत्र I क्षेत्र II तथा क्षेत्र III को शामिल करता है यह एरडोगन और रतवानी द्वारा है तो यह सभी पैरिस लॉ के प्रकार हैं विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए बाद में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार इसे विभिन्न प्रभावों के लिए संशोधित किया जा सकता है समरी ऑफ इंपिरिकल फटीग क्रैक ग्रोथ मॉडल्स हमारे पास अल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत क्रैक क्लोजर है आपके पास d a बटा dN बराबर C Δ K इफेक्टिव पूरे पर पावर m है और जब आपके पास व्हीलर द्वारा प्रस्तावित एक मंदन प्रभाव हैआपके पास यह da बटा dN बराबर φR C ΔK पावर m के रूप में है जहां φR मंदन का कारक है फिर यदि आपके पास एक वेरिएबल एंप्लीट्यूड लोडिंग है आप औसत क्रैक वृद्धि दर की गणना कर सकते हैं d a बार बटे d N बराबर C बटा N टोटल सिगमा 1 से NΔKi पूरे पर पावर m गुणा Ni के द्वारा मूल पैरिस लॉ को देखने के बाद लोगों ने प्रस्तावित भी किया है यदि आपके पास बहुत बड़ा प्लास्टिक जोन आकार है आप da बटा dN बराबर C ΔJ पावर m की गणना भी कर सकते हैं जहां J एक J इंटीग्रल है वास्तव में अगली कक्षा में हम समझेंगे कि J क्या है तो ये सभी विभिन्न स्थितियों के लिए मूल पेरिस लॉ के संशोधन हैं तो पाठ्यक्रम के इस भाग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि यह आपको विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए क्रैक वृद्धि दर का पता लगाने के लिए पद्धतियां प्रदान करता है आपके पास नियम हैं जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं और यदि आपके पास अध्ययन में मेटेरियल के लिए इन अनुभवजन्य स्थिरांकों तक पहुंच है तो आप आपके जीवन पूर्वानुमान गणना के लिए उन्हें उपयोग करने में समर्थ होंगे देखिए इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हमें समझना होगा कि क्रैक कैसे शुरू होता है लोगों ने कुछ अध्ययन भी किए हैं कि क्रैक कैसे शुरू होता है हम उस पर नजर डालेंगे क्रैक इनिशिएशन और लोगों ने क्रैक आरंभ को वक्रता त्रिज्या के फंक्शन के रूप में देखा है आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है यह साइकिल्स की संख्याओं के बीच है यह log स्केल बनाम log आफ Δ K1 बटे r h o वर्गमूल है जहां r h o वक्रता त्रिज्या है यह MPa में लिखा जाता है तो आपके पास 200 600 1000 2000 4000 वगैरा वगैरा तो जब मेरे पास यह ग्राफ है वहां एक सीधी लाइन है और कर्व भी है और क्या बताया गया है कि क्रैक एक मौजूदा क्रैक की टिप से इंक्लूजन से खाली जगह वॉइड या एक रीएंट्रेंट किनारे से शुरू हो सकता है इन सभी मामलों में शुरुआत त्रुटि के वक्रता त्रिज्या द्वारा काफी हद तक प्रभावित होती है और यह ग्राफ दर्शाता है कैसे वक्रता त्रिज्या का प्रभाव पड़ता है इसे नोच त्रिज्या rho के विभिन्न मानों के लिए बनाएंगे यह 02 मिलीमीटर के लिए बनाया गया है अब इसे 04 मिलीमीटर के लिए बनाया गया है यह 16 मिलीमीटर के लिए बनाया गया है फिर इसे 6 मिलीमीटर के लिए बनाया गया है लेकिन आप क्या पाते हैं कि वहां शुरुआती भाग में कुछ भिन्नता है बाद वाले भाग में यह सब स्थिर हो जाता है आपके पास एक लिमिट जैसा कुछ है और आप आते हैं जब वक्रता त्रिज्या ज्यादा है जोकि ब्लंट क्रैक टिप द्वारा दर्शाई गई है शुरुआत होने की जीवन भी ज्यादा होगी यह शुरुआत होने में अधिक समय लेगा और आपके पास यह मेटेरियल की प्रॉपर्टी के रूप में भी है 10 पावर 6 साइकिल के परे Δ K I बटा rho का वर्गमूल का मान एक थ्रेशोल्ड मान तक पहुंचता है और लोगों ने पाया है कि इस लिमिटिंग मान को भिन्न त्रिज्याओं वाले नोचेज नमूनों से इंजीनियरिंग आकार के क्रैक्स की शुरुआत के लिए एक मेटीरियल स्थिरांक माना जा सकता है तो लोग इसको आरंभिक फ्रैक्चर टफनेस कहते हैं तो लोगों के पास कई प्रकार की शब्दावलियां हैं आपके पास फ्रैक्चर टफनेस है आपके पास आरंभिक फ्रैक्चर टफनेस है और यहां एक थ्रेशोल्ड मान है जो कि एक मेटेरियल स्थिरांक के रूप में पाया जाता है और यह ग्राफ HY130 स्टील के लिए है यह न्यूक्लिेशन जीवन की निर्भरता डिफेक्ट की वक्रता त्रिज्या और Δ K I पर दर्शाता है और लोगों ने चर्चा भी की है फटीग लोडेड सतहों पर क्रैक किस प्रकार बनते हैं इंट्रूजन एंड एक्सट्रूजन आपके पास इंट्रूजन और एक्सट्रूजन जैसी अवधारणाएं हैं मैं चाहता हूं कि आप इसका एक ठीक ठाक स्केच बनाएं और इस बिंदु के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए यह एक बहुत अधिक आवर्धित चित्र है और आप यहां जो देख रहे हैं वह नमूने की सतह है और आपके पास स्लिप प्लेन हैं जो कि नमूने से बाहर की ओर प्रोजेक्ट किए हुए हैं एक्सट्रूजन के रूप में कहे जाते हैं और जो घाटी बनी हुई है उन्हें इंट्रूजन कहा जाता है और यह एक बहुत अधिक आवर्धित चित्र है और हम प्रयोग द्वारा इसका एक समर्थन भी देखेंगे इंट्रूजन और एक्सट्रूजन वाली अनियमित नोच्ड प्रोफाइल्स के साथ फटीग लोडिंग के अंतर्गत सतह मेटेरियल की डिफॉर्मेशन साइक्लिक स्लिप के जरिए परसिस्टेंट स्लिप बैंड्स में होती है जिनको कि PSB कहा जाता है और यह इंट्रूजन एक क्रैक के रूप में बढ़ते हैं तो इसका मतलब जब आपके पास एक फटीग लोडिंग है यह स्लाइड क्या दर्शाती है कि एक चिकनी पॉलिश्ड फटीग सतह ऊबड़ खाबड़ बन जाती है इंट्रूजन और एक्सट्रूजन के कारण जो भी होता है वह एक बहुत ही छोटे पैमाने पर होता है स्पष्टता के लिए यह बहुत अधिक आवर्धित है तो सतह की रफनेस बदलनी चाहिए जिसे हम एक प्रयोग द्वारा देखेंगे और आपको क्या प्राप्त होता है कि जिस भी प्रकार का इंट्रूजन एक्सट्रूजन आप यहां देखते हैं वे भिन्न हैं जब आपके पास फटीग लोडिंग और मोनोटोनिक लोडिंग है वह भी लिटरेचर में दर्ज किया गया है वही यहां दिखाया गया है मोनोटोनिक लोडिंग में स्लिप बैंड इस प्रकार के होते हैं फटीग लोडिंग के मामले में आपके पास एक्सट्रूजन है साथ ही साथ इंट्रूजन है और इंट्रूजन अंततः एक सतह क्रैक बन जाता है लोगों ने इसके लिए सबूत दिखाए हैं इसलिए यही कारण है कि यदि आपके पास एक बहुत अधिक चिकनी फटीग ऑब्जेक्ट नमूना है इसकी फटीग जीवन भी अधिक होगी यदि सतह अधिक चिकनी और पॉलिश्ड नहीं है आपके पास आसानी से सतह क्रैक बनेंगे और फटीग जीवन भी कम होगी और यह क्या कहता है यह स्लाइड दिखाती है जैसे जैसे साइकिल्स की संख्या बढ़ती है आपके पास एक्सट्रूजन और इंट्रूजन भी बनते हैं बस यही है जो यह कहता है लगातार फटीग लोडिंग इंट्रूजन को और गहरा करती है और अंतत है स्लिप प्लेन के साथ एक क्रैक बन जाता है तो आपके पास यहां क्या है कि इससे स्लिप प्लेन बाहर आता है आप उसे एक्सट्रूजन कहते हैं वे इसमें अंदर जाते हैं आप उसे इंट्रूजन कहते हैं और जैसे जैसे साइकिल की संख्या बढ़ती है ये भी बढ़ते हैं और बस केवल अंतर करने के लिए कि किस तरीके से यह स्लिप बैंड मोनोटोनिक लोडिंग और फटीग लोडिंग में दिखाई देते हैं यह चित्र में दिखाया गया है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि केवल यह फटीग लोडिंग और थ्योरी के रूप में आप जो कुछ भी अनुमान लगाते हैं यह थ्योरी केवल तभी मान्य होगी जब यह प्रयोगों द्वारा समर्थित हो विशेष रूप से इस पाठ्यक्रम में जहां तक भी संभव हो सका है मैंने प्रयास किया है कि आपको एक प्रायोगिक साक्ष्य दिखाने की कोशिश की है एविडेन्स ऑफ स्लिप प्लेन्स इस मामले के लिए भी मैं आपको एक प्रायोगिक साक्ष्य दिखाऊंगा जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ था और यह क्या कहता है कि लो कार्बन स्टील के फटीग में स्लिप बैंड्स फटीग के शुरुआती चरणों में सतह पर दिखाई देते हैं और थ्योरी क्या कहती है फटीग डैमेज बढ़ने के साथ स्लिप बैंड्स का घनत्व भी बढ़ती है हम उसे प्रयोग के निष्कर्ष के एक भाग के रूप में देखेंगे फटीग डैमेज बढ़ने को साइकिल्स की संख्या के फंक्शन के रूप में हाल ही में लेजर डिफ्यूजन तकनीक द्वारा दर्ज किया गया है और मैं इस चित्र को आवर्धित करूंगा इससे पहले कि मैं इसे आवर्धित करूं मैं यहां आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि सतही रूपरेखा जोकि वास्तविक रूप से चिकनी थी यहां ऊबड़ खाबड़ बन गई है और आप यहां जो देख रहे हैं साइकिल 1510 पावर 4 एक प्रसरण पैटर्न है आप यहां सफेद बिंदुओं को देखते हैं जो कि प्रसरण पैटर्न देते हैं यह 2005 में प्रकाशित हुआ था और हम देखेंगे कि जब साइकिल्स की संख्या बढ़ती है तब क्या होता है द सरफेस जब साइकिल की संख्या बढ़कर 1210 की पावर 4 हो गई तो डिफ्यूजन पैटर्न का आकार भी निश्चित रूप से बढ़ गया तो यह एक संकेत है कि आपके पास स्लिप बैंड बन रहे हैं इस फटिग डैमेज का घनत्व कई साइकिल्स के बाद बढ़ जाता है तो यह समझाता है कि क्रैक सतह पर बन सकता है और नीचे जाता है और यह पता लगाने के लिए कि क्रैक कैसे बढ़ेगा तब आपका पैरिस लॉ आपको बचाने आता है क्रैक का आरंभ होना एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है और मैंने कहा था कि ये वह चरण है जिस पर मेटेरियल वैज्ञानिकों को कार्य करना होगा कि क्रैक आरम्भ होने के समय में देरी की जाये और यहां आपने भिन्न भिन्न मॉडल देखे हैं क्रैक कैसे शुरू होता है तो हम फिर से इस एनिमेशन को देखेंगे हम इसे प्रारंभिक स्थिति के लिए देखेंगे जहां आपके पास चिकनी सतह है जहां N बराबर जीरो है आपको शायद ही कुछ दिखाई दे आप केवल एक बिंदु देखते हैं मुझे लगता है मैं इसे भी आवर्धित कर सकता हूं और फिर देखते हैं आपको केवल एक बिंदु दिखता है और जब साइकल बढ़ते हैं तो आपको कई बिंदु दिखते हैं जब साइकिल को और बढ़ाया जाता है आप बहुत अधिक संख्या में बिंदुओं को देखते हैं जो कि किस हद तक फटीग डैमेज है को दर्शाते हैं 5057 और यदि आप संबंधित सतही रूपरेखा को देखते हैं यह बहुत अधिक लहरदार है यह पहले ऐसी नहीं थी यह शुरुआत करने के साथ यह लगभग हॉरिजॉन्टल थी बाद में आपने कुछ लहरें देखी अब आपके पास सतह पर बहुत सारे परिवर्तन हैं तो इस कक्षा में हमने क्या किया था हमने व्हीलर मॉडल को देखा था ओवरलोड घटना को समझने के लिए और हमने देखा था कि कैसे मंदन की गणना की जा सकती है फिर मैंने कहा जीवन की किसी भी सार्थक गणना के लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर निर्भर होना होगा क्योंकि यहां तक की जैसे ही क्रैक बढ़ता है स्ट्रेस तीव्रता कारक के आकलन के लिए आपको ज्योमेट्री कारक को लाना होगा केवल तभी गणना सटीक है फिर आपको क्रैक क्लोजर प्रभावों को लाना होगा फिर आपको ओवरलोड प्रभावों के साथ साथ वातावरणीय प्रभावों को भी लाना होगा तो बेहतर यह होगा कि आप जाएं और सॉफ्टवेयर्स के लिए देखें जो उपलब्ध है एक नासा द्वारा प्रकाशित NASGRO द्वारा है वहां एक दूसरा है जो अमेरिकी वायु सेना द्वारा किया गया है जिससे AFGROW कहते हैं फिर हमने देखा कि क्रैक कैसे शुरू होता है हमने देखा यह वक्रता त्रिज्या का एक फंक्शन है और वहां एक आरंभिक क्रांतिक मान है जोकि एक मैटेरियल स्थिरांक है फिर हमने इंट्रूजन और एक्सट्रूजन को भी देखा जो बताता है कैसे क्रैक सतह पर बनता है और गहराई तक जाता है और परिणाम फटीग डैमेज हो सकता है